दोस्तों इस सत्र में हम बात करेंगे कि आप अपने भावनात्मक बुद्धिमत्ता या ईआई को कैसे सुधारेंगे और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि भावना और अनुभूति संबंधित हैं इसलिए यदि आप वो व्यक्ति हैं जो भावनात्मक रूप से भावनात्मक बुद्धिमत्ता रखते हैं तो आप दोनों का लाभ उठा सकते है तदनुसार वह व्यक्ति अपनी भावनाओं को विश्लेषण तर्क समस्या को सुलझाने और निर्णय लेने में शामिल कर सकता है जो मुख्य रूप से हैं ये मुख्य रूप से प्रकृति में संज्ञानात्मक हैं और भावनाओं की क्षमता आपको मार्गदर्शन करेगी कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं और महसूस करते हैं भावनात्मक प्रबंधन इनसे संबंधित है की आप अपनी भावनाओं का ख्याल रखते हैं और एक बार जब आप अपनी भावनाओं का ख्याल रखते हैं तो अनुभूति उसी के अनुसार प्रभावित होगी और जैसा कि आपने सीखा है कि अगर आप आक्रामक हैं यदि आप पारस्परिक संपर्क में क्रोध व्यक्त करते हैं तो आप भावनात्मक रूप से परिपक्व नहीं हैं इसलिए सीखने का सबक यह है कि आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक सीखमे और बढ़ते हुए अवसर में बदल दें भावनात्मक प्रबंधन का संपूर्ण सार यह है कि आप अपनी भावनाओं को समझते हैं दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और फिर संदर्भ या स्थितियों से निपटते हैं और जैसा कि हम पहले कहते हैं उसी तरह की कुछ वस्तुओं को ध्यान में रखते हैं जिन पाँच आयामों का मैंने उल्लेख किया है एक सामाजिक घटक है जो समानुभूति और सामाजिक कौशल और व्यक्तिगत घटक या व्यक्तिगत योग्यता से संबंधित था जो आत्म प्रेरणा आत्म नियमन और आत्म जागरूकता के बारे में संबन्धित था जरा उस पर गौर करें जो व्यक्ति स्वयं जागरूक है वह हास्य की भावना पैदा करता है और जिस व्यक्ति में उच्च प्रेरणा होती है वह चुनौतीपूर्ण कार्य करना पसंद करता है जो व्यक्ति सामाजिक संबंधों में अच्छा है वह न्याय करता है कि कैसे रिश्ते चलते हैं और एक व्यक्ति जो सामाजिक कौशल में अच्छा है वह आसानी से दोस्त बना सकता है और जिस व्यक्ति के पास सहानुभूति है वह दोस्तों की स्थितियों को समझने के लिए खुदकों अन्य स्थितियों में डाल सकता है इसलिए यदि व्यक्ति ऐसी उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता रखता है तो आप कह सकते हैं कि आप हास्य की भावना पैदा करते हैं यदि आप चुनौतीपूर्ण कार्यों को पसंद करते हैं यदि आप अपने रिश्तों के प्रति संवेदनशील दिखते हैं और आप आउटगोइंग हैं और आप आसानी से दोस्त बना सकते हैं और आप उन्हें समझने के लिए अन्य व्यक्तियों के पदों में खुद को साबित किया है तो फिर आप उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण करते हैं इस स्थिति का उल्टा मतलब है की आप कम भावनात्मक बुद्धि रखते हैं और स्थिति मे आप गुस्से का इजहार करते हैं आप दूसरों के संदर्भ में आक्रामक हो गजाते हैं और आप कुछ आसान काम करते हैं न कि चुनौतीपूर्ण कार्य और आप रिश्ते के बारे में परेशान नहीं होते चाहे आप संबंध बनाये और रिश्ता तोड़दे और आपकी दोस्ती सिर्फ चयनित के साथ है आप एक वास्तविक व्यक्ति के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हैं और जब आप बात करते हैं तो आप केवल अपने दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हैं दूसरों के बारे में विचार नहीं करते हैं फिर उस मामले में आप कम भावनात्मक बुद्धि रखते हैं और क्योंकि हमने उल्लेख किया है कि एक बार जब आप भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होते हैं तो यह स्वतः ही आपके संज्ञान को प्रभावित करेगा और अनुभूति से जुड़ेंगा जिसके परिणामस्वरूप हम जिन भावनात्मक दक्षताओं का उल्लेख करते हैं आपके पास इरादे हैं आप एक उद्देश्य के साथ संबंध रखते हैं और एक समय में अधिक भावनात्मक बुद्धिमत्ता होने पर स्वचालित रूप से आपका दाहिना मस्तिष्क उसी द्वारा सक्रिय होता है और कार्य को रचनात्मकता देता है और इस तरह आप अधिक रचनात्मक होंगे और भावनात्मक दक्षताओं के होने के कारण आप आसानी से प्रतिकूल परिस्थितियों से पीछे हट जाएंगे और आगर आप कुछ कार्यों में असफल हो जाते हैं या नौकरियों में असफल हो जाते हैं या परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो आप निराश महसूस नहीं करेंगे और आपके पास लचीलापन होगा आपके पास उछाल की क्षमता और लड़ाई की क्षमता होगी ताकि आपको स्थिति का पता चल जाए और यह आपके सामाजिक कौशल या दूसरों के साथ संबंध बनाने की क्षमता को भी दर्शाता है और साथ ही जब आपकी भावना पैदा होती है तो कुछ रचनात्मक असंतोष होता है क्योंकि असंतोष कारणों और कुछ मूल्यों के साथ जाएगा जो दूसरों के लिए चिंता दिखाएगा आपके पास एक व्यापक दृष्टिकोण होगा और आपके पास कुछ अंतर्ज्ञान होंगे और जो होने जा रहा है आप उसके बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं और साथ ही आप अपनी अधिकांश व्यक्तिगत शक्ति के चेहरे में रुचि नहीं रखते हैं यदि आप दूसरों के बारे में परेशान हैं आप उनकी देखभाल करते हैं आप उनके लिए चिंता दिखाते हैं तो आप सत्ता का सामाजिक चेहरा दिखा ते हैं भावना है की बुद्धिमान लोग व्यक्तिगत महत्व द्वारा निर्देशित नहीं होते हैं वे समूह द्वारा निर्देशित होते हैं जो उस महत्व को प्राप्त करेंगे जिसे वे नेतृत्व करते हैं या जिसके साथ वे अक्सर बातचीत करते हैं और साथ ही साथ वे अपने व्यवहार में ईमानदारी निरंतरता दिखाते हैं साथ ही साथ वे खुले तौर पर कार्य करते हैं अर्थात उनके कहने और करने के बीच एक सामंजस्य है और जिसे हम ईमानदारी और अखंडता कहते हैं इसलिए ये कुछ भावनात्मक मूल्य और विश्वास हैं इसके साथ भावनात्मक लोग भावनात्मक रूप से परिपक्व होते है या उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता रखते है और इसके सात ही जीवन में कई घटनाएँ है जैसे जीवनसाथी की मृत्यु बच्चों की मृत्यु परिवार के कुछ व्यक्तियों की मृत्यु ये जीवन की बहुत तनावपूर्ण घटनाये हैं लेकिन अगर व्यक्ति भावनात्मक रूप से बुद्धिमान है तो आप ऐसी परिस्थितियों में दरार और टूटना नहीं करेंगे और जीवन में कई तनावपूर्ण स्थितियां होती हैं एक आपदा आई है व्यक्तियों ने अपना जीवन खो दिया है अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है संपत्ति खो दी है घर बर्बाद हो गया है फसल नष्ट हो गई है यहां तक कि ऐसी तनावपूर्ण स्थितियों में भावनात्मक रूप से फिट व्यक्ति शांत और रचित रहता है और एक समय में वह एक समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बल बनाएगा वह संकटों से लड़ सकते हैं और वह उस संकट में रह सकते है और अगर काम का दबाव या नौकरी का दबाव है या बहुत अधिक काम करना है लेकिन समय कम है उस समय जो व्यक्ति भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले होते हैं वे अपने आप को एक विशेष सीमा तक तनाव में डाल सकते हैं यदि यह संभव नहीं है तो वे कहेंगे कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते और इसी तरह से जब सामान्य व्यक्ति को इस तरह की सभी स्थितियों में व्यक्तिगत दबाव होत है तो वह असहाय चिंता और तनाव को महसूस करेंगे भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति शांत रचित लचीला और एक ही समय में वह संकटों का सामना करने के लिए लगातार कुछ करेगा और एक निश्चित समय मे वह महसूस करेगा भले ही वह असंतुष्ट था वह जीवन को जारी रखेगा वह संतोष की भावना के साथ और कभी नहीं रुकेगा वह चीजों को स्थापित करने के लिए संघर्ष करेगा यहां तक कि अगर कुछ नष्ट हो जाता है या भले ही कोई गंभीर जीवन की घटना हो तो भावनात्मक परिपक्वता या भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के कई सकारात्मक परिणाम हैं और ये लोग वास्तव में दुर्लभ सामान हैं जिनके पास परिपक्वता और उच्च भावनात्मक परिपक्वता है यह आपके संज्ञान से भी जुड़ादेगा इसलिए वे निर्णय लेने में अच्छे होंगे उनकी सोच रचनात्मक होगी उनमे समस्या सुलझाने की क्षमता होगी वे काम करने के लिए बहुत प्रयास करेंगे यदि व्यक्ति भावनात्मक रूप से है यदि व्यक्ति भावनात्मक बुद्धि या भावनात्मक परिपक्वता पर उच्च है तो इतने सारे सकारात्मक गुण स्वतः ही भावना और अनुभूति के संयोजन के साथ कई सकारात्मक गुणों के उभरने की संभावना है और कुछ सामान्य तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं पहले आप अपने संगठन में या अपने काम की सेटिंग में या अपने वरिष्ठों से या शिक्षक से या समुदाय के सदस्यों से निरीक्षण करते हैं जिन्हें आप मानते हैं कि वह व्यक्ति बहुत प्रभावी कुशल है और साथ ही वह बहुत ही मिलनसार सौहार्दपूर्ण और मददगार है और आप इस प्रकार के व्यक्तियों की पहचान कर सकते है भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझते हुए आप उसे एक रोल मॉडल के रूप में लेते हैं आप उसके लिए अपने व्यवहार को मॉडल करें या अपने आप में बदलाव लाएं क्योंकि आपको यह अवधारणा प्रदान करना है कि व्यक्ति आपके लिए एक रोल मॉडल है अगला स्वयं नवीनीकरण गतिविधियों के बारे में पढ़ना और अभ्यास करना है हमारे एक अध्ययन में हमने उल्लेख किया है कि एक व्यक्ति के नवीकरण के चार प्रकार हैं और जब आप नौकरी में प्रवेश करेंगे या पहले से ही यदि आप नौकरी में हैं तो एक पेशेवर वातावरण है क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है हम हर समय बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे कौशल ज्ञान और दृष्टिकोण को अपग्रेड करें तो आप शिक्षा समझ या कमी के माध्यमों से तरीकों का पता लगा सकते हैं और आप हर समय अपने पेशेवर योग्यता को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं सामाजिक वातावरण से आप अपने रिश्तेदारों और अपने करीबी दोस्तों के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने की कृषि कर सकते हैं और रिश्तों की संबंद स्थापित की कृषि और रिश्तों को बनाए रखने के लिए कई उपकरण किट हैं जो हमने प्रदान किए हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं इसी तरह आपको आध्यात्मिक वातावरण की आवश्यकता है यह आत्मा की पुकार है या उच्चतर स्वयं से आध्यात्मिक सहभागिता में आप स्वयं को आध्यात्मिक रूप से सुधार सकते हैं हमने मन को स्थिर करने के लिए व्यायाम के साथ साथ कुछ आत्म अनुनय या स्वयं की तरह आत्मनिर्भरता प्रदान की है आत्म वार्ता और अन्य साधनों के माध्यम से जिनके द्वारा आप आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं शारीरिक भागीदारी आपके स्वास्थ्य और शरीर के बारे में संबंदित है निश्चित रूप से यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग हो सकता है और जब तक कि खेल में भाग लेने के माध्यम से योग अभ्यास के माध्यम से अपने आप को बुरी आदतों से मुक्त करने का प्रयास कर रहे है इसलिए आपके द्वारा मैप किए गए विभिन्न तरीके और उपकरण हैं जिनके माध्यम से आप इसे कर सकते हैं और इस नवीकरण प्रथाओं के साथ आप अपने आप को नवीनीकृत कर सकते हैं जब भी आपको समय मिलता है आप मानसिक रूप से आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से मानसिक रूप से खुद को नवीनीकृत कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन के लिए और एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए खुद को फिर से सक्रिय कर सकते हैं और यह भी कि आप अपने जीवन के अनुभवों आत्म प्रतिबिंब और सोच से सीखकर अपने ईआई को सुधार सकते हैं यह एक साधारण डायरी भी करेगा हर दिन नौकरी से लौटने के बाद आप एक डेयरी रखले उसमे सब लिखेंकी आप क्या करना चाहते थे आपने संगठन में क्या किया यदि आप करना चाहते हैं तो आपने कुछ क्यों नहीं किया है और फिर आप रणनीतियों की जांच करे और जब आप भविष्य में इसी तरह की समस्या का सामना करते हैं तो आप असफल नौकरी को एक सफल में कैसे बदल सकते हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं आप अपनी नौकरी को बेहतर तरीके से जानते हैं आप पर्यावरण सेटिंग्स को जानते हैं और आप अपने परिवेश को जानते हैं इसलिए आप रणनीति देखें और उसे लागू करें इसलिए जैसा कि हमने उल्लेख किया है की भावनात्मक बुद्धिमत्ता बदेगा क्योंकि हमारे पास अधिक सोच वाला आत्म प्रतिबिंब और अनुभव है क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ती चली जाएगी यह एक रिटायरिंग स्पेस नहीं है जैसा कि बुद्धि है बुद्धी के बराबर बुद्धिमत्ता है यह 60 साल की उम्र के बाद रिटायरिंगस्पेस है लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता हर समय एक फॉरवर्डिंग स्पेस के रूप में होगी और आध्यात्मिक प्रथाओं को करने से भी बडेगी क्योंकि आध्यात्मिकता ऐसा मुद्दा है जो अहिंसा के साथ जाता है भारतीय संदर्भ में यह अहिंसा सत्यनिष्ठा निश्कर्म कर्म शांति के साथ जाता है जिसे हम प्रार्थना के बाद जपते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सिस्टम में हैं गांधीजी ने अहिंसा और सत्यता के सिद्धांत का प्रचार किया कई धर्म यहां तक कि भगवद गीता भी निश्काम कर्म के सिद्धांतों के बारे में बोलता हैं फिर आपके पास शांति जैसे अन्य गुण हैं फिर यह योगिक प्रथाओं के बारे में बोलता है और कई चीजें हैं जो कोई भी कर सकता है आध्यात्मिक रूप से खुद को नवीनीकृत करने और ऐसी आध्यात्मिक प्रथाओं को सीखने और कृषि करने के लिए है यहां दो समस्याएं हैं एक वह अनुष्ठान है जो हम उन धार्मिक गतिविधियों के लिए करते हैं फूल और फल इकट्ठा करके इसे भगवान को अर्पित करते हैं यह रस्म हिस्सा है एक और हिस्सा यह है कि आप अपने आप को कैसे शुद्ध कर रहे हैं कैसे आप निश्काम कर्म टुकड़ी शांति शांति में अभ्यास अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करके खुद को सुधार रहे हैं तो यह भीतर अगर आपके मन के अनुसार ढाला जाता है तो यह आपके व्यवहार में या आपकी गतिविधियों में भी परिलक्षित होगा इसलिए यहां पर मन की ढलाई की आवश्यकता है ताकि हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में एक ही चीज परिलक्षित हो सके तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकते हैं और याद रख सकते हैं जो कुछ भी हम करते हैं मस्तिष्क में एक तंत्र है और यहाँ मस्तिष्क तंत्र लिम्बिक सिस्टम में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम एमीगडाला कहते हैं और यह सभी जुनून के लिए सीट है और एमीगडाला हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है लेकिन साथ ही हमें अपनी गतिविधियों के माध्यम से या अपने मनोवैज्ञानिक कामकाज के माध्यम से नहीं भूलना चाहिए की हम भी एमीगडाला कामकाज की व्यवस्थित कर सकते हैं इसलिए हम कहते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति को कुछ ऐसी चीजें करना सिखाते हैं जो वह कभी नहीं सीखेगा यदि व्यक्ति खुद से इच्छुक है और अभ्यास करता है तो वह निश्चित रूप से सीखेगा इस प्रकार जैसा कि उल्लेख किया गया है कि निश्चित व्यवहार और गतिविधियों का अभ्यास करने से वह हमारे व्यवहार को बदल देगा और एमीगडाला के कामकाज के गतिविधियों को भी संशोधित करेगा और यह व्यक्ति के साथ साथ उसकी पारस्परिक बातचीत में भी फायदेमंद होगा